आगे हम एक उदाहरण पर ध्यान देंगे जहाँ हमने पेज रिप्लेसमेंट की आवश्यकता को समझाने की कोशिश की है इसलिए सभी फ्रेमो का उपयोग कर लिया गया है तथा कोई फ्री फ्रेम उपलब्ध नहीं है और यूज़र 2 को पेज B की आवश्यकता है तो यह यूजर 1 के लिए लॉजिकल मेमोरी है तो यह पेज टेबल यूज़र 1 के लिए है और यूज़र 2 के पेज 2 के लिए यह लॉजिकल मेमोरी है तो यह पेज टेबल उसी के अनुरूप है तो आप देखेंगे कि इस यूज़र 1 के मामले में यह पेज नंबर 0 1 और 2 है इसलिए उन्हें संबंधित मेमोरी फ्रेम 3 4 और 5 में लोड किया गया है और पेज नंबर 3 जो अभी भी अमान्य है तो यह पेज टेबल उपयोगकर्ता 1 के लिए है और वर्तमान में उपयोगकर्ता 1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो यह लोड M हां लोड M तो यह इस लोड M इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है तो यह ठीक रहेगा तो यह पेज मेमोरी में है तो यह पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 3 तक पहुंचने की कोशिश करता है अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि यूज़र 2 को इस विशेष पेज B तक पहुंचने की आवश्यकता है इसलिए यदि यह इस पेज B का उपयोग करना चाहता है तो यदि संबंधित पेज टेबल प्रविष्टि अमान्य है इसका अर्थ है कि पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है तो स्वाभाविक रूप से यह एक पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा अब जब यह पेज फॉल्ट उत्पन्न करता है तो आप देखते हैं कि यह भौतिक मेमोरी है तो कोई भी फ्रेम फ्री नहीं है तो सभी फ्रेम व्यस्त है इसलिए हमें एक पेज रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है तो हम किसी एक पेज को चुन लेंगे मान लीजिए कि हमने पेज नंबर 1 को चुना है इसलिए प्रोसेस का यह फ्रेम नंबर 4 या पेज नंबर 1 को रिप्लेस करना होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं हम इससे बाहर निकाल सकते हैं और यहां पेज को लोड करेंगे लेकिन मुद्दा यह है कि कुछ समय पश्चात जब यूज़र 1 का प्रोसेस आएगा जब यह लोड M इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तब यह एक और पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा तो यह बात है इसलिए इस पेज रिप्लेसमेंट के लिए यह तय करने के लिए कि क्या हम पेज को डिस्क पर वापस लिखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है या नहीं इसलिए हम पेज ट्रांसफर के ओवरहेड को कम करने के लिए एक मॉडिफाई बिट या डर्टी बिट का उपयोग कर सकते हैं केवल संशोधित पेज को डिस्क पर वापस लिखा जाता है इसलिए इस स्थिति में पिछले उदाहरण में हमें एक विक्टिम पेज का चयन करना है जिसका फ्रेम फ्री किया जाना है और जहां हम इस पेज को लोड करेंगे अब अगर हमें यहां एक और बिट मिल जाता है जो यह बताता है कि पेज संशोधित किया गया था या नहीं तो एक डर्टी बिट है और ऐसा इसलिए मूल रूप से इस डर्टी बिट के साथ हम सोच सकते हैं कि यह इस पेज टेबल के साथ संबंधित है तो यह जो डर्टी बिट है और यह डर्टी बिट वास्तव में पहचानता है कि क्या लोड होने के बाद संबंधित पेज प्रोसेस द्वारा लिखा गया था या नहीं तो अगर डर्टी बिट का मान 1 के बराबर है इसका मतलब है पेज संशोधित किया गया था इसलिए यदि आप यह तय करते हैं कि हम इस विशेष पेज को बदल देंगे जो कि इस विशेष फ्रेम ३ का पेज है तब हम पाते हैं कि संबंधित बिट 1 होता है इसका मतलब है पेज संशोधित किया गया था तो उस स्थिति में आपको डिस्क पर H वापस लिखने की आवश्यकता है पहले स्वैप स्पेस और उसके बाद ही आप इस फ्रेम 3 का उपयोग कर सकते हैं दूसरी ओर यदि आप पाते हैं किमान लीजिए कि इसके लिए यह 5 यह बिट 9 है फिर अगर हम इसे चुनते हैं तो चूंकि यह संशोधित नहीं था तो हमें इस पेज विशेष को वापस मेमोरी में राइट बैक करने की जरूरत नहीं है इसलिए जब से ये पेज लोड हुआ है उसके बाद संशोधित नहीं हुआ है तो इसलिए इसे राईट करने की जरुरत नहीं है तो इस तरह से हम आपको इस स्थिति का ध्यान रखने के लिए इस डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट के बारे में बता सकते हैं कि मुझे वापस लिखने की आवश्यकता है या नहीं इसलिए यदि मॉडिफाइड बिट 0 है तो मुझे वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है तो यह मेरा समय बचा लेगा ठीक है तो इस तरह से यह ऑपरेशन मॉडिफाइड बिट का उपयोग करके किया जा सकता है और यह पेज रिप्लेसमेंट लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के बीच के अलगाव को पूरा करता है इसलिए आपके पास बड़ी मेमोरी हो सकती है जो एक छोटी फिजिकल मेमोरी पर प्रदान की जा सकती है इसलिए फिजिकल मेमोरी छोटी है लेकिन एक समय में शायद एक चरम उदाहरण लिया जा सकता है मान लीजिए मेरी फिजिकल मेमोरी को केवल 10 फ्रेम मिल सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्रोग्राम केवल 10 पेज तक सीमित होना चाहिए मेरे प्रोग्राम में 100 पेज हो सकते हैं ठीक और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेज का आकार और फ़्रेम का आकार एक समान है इसलिए इस 100 पेज के प्रोग्राम को इस 10 फ़्रेम मेमोरी पर मैप किया जा सकता है कि शुरू में आप केवल प्रोग्राम के मेमोरी के कुछ पेज ही लोड करते हैं और फिर जैसा कि प्रोसेस एक्सक्यूट कर रही है जब भी इसे अन्य पेज तक पहुंचने की आवश्यकता होती है तो उन्हें इस डिमांड पेजिंग के आधार पर लोड किया जाएगा तो यह पेज रिप्लेसमेंट तब होता है अगर सारे फ्रेम व्यस्त है यदि सभी फ़्रेम व्यस्त है तो यह प्रोसेस विशेष मान लेते हैं Pi है इसलिए इसे यहां कुछ फ्रेम आवंटित किए गए होंगे तो ये केवल वही हो सकते हैं जो Pi को प्रोसेस करने के लिए दो फ्रेम आवंटित किए गए हैं इसलिए कम से कम मुझे इस पेज विशेष को प्रोसेस P i के नए पेज द्वारा बदलने में सक्षम होना चाहिए यह किया जा सकता है तो हम इस तरह जारी रख सकते हैं इसलिए भले ही किसी प्रक्रिया के लिए केवल कुछ ही पेज उपलब्ध हों सैद्धांतिक रूप से प्रोसेस के आकार की कोई सीमा नहीं है ठीक है प्रोसेस का आकार बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से अन्य मुद्दे भी हैं तो हम उस पर आएंगे लेकिन सैद्धांतिक रूप से प्रोग्राम के आकार की कोई सीमा नहीं है तो इसका यह लाभ है लेकिन हमें जो ध्यान केंद्रित करना है वह पेज रिप्लेसमेंट नीति है इसलिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत गंभीर होने जा रही है क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि हम एक पेज को रीप्लेस नहीं कर रहे हैं जो निकट भविष्य में फिर से एक्सेस होने जा रहा है तो ऑपरेशन जो हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में करते हैं वह है डिस्क पर वांछित पेज का एड्रेस ढूंढने का है फिर हम एक फ्री फ्रेम ढूंढते हैं यदि फ्री फ्रेम उपलब्ध है तो इसका उपयोग करें और यदि कोई फ्री फ्रेम नहीं है तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का उपयोग करें इसलिए हम एक पेज विशेष को लोड करना चाहते हैं इसलिए P को प्रोसेस करें इसलिए इसने एक रिक्वेस्ट उत्पन्न किया है प्रोसेस p ने एक रिक्वेस्ट उत्पन्न किया है पेज i के लिए तो पहली बात है कि यह स्वैप स्पेस में हमें पता चलता है कि यह पेज विशेष i कहां है इसलिए एक बार जब हमने पाया कि यह स्वैप स्पेस में इस ब्लॉक विशेष में है तो यह पहला कदम है तो डिस्क पर वांछित पेज का स्थान ढूंढें उसके बाद हमें एक फ्री फ्रेम की तलाश में मेमोरी में देखना होगा तो अगर हम एक फ्री फ्रेम पा सकते हैं मान लें कि यह फ्रेम फ्री था तो हमारा काम सरल हो जाता है इसलिए हम इस i को इस फ्री फ़्रेम पर कॉपी कर सकते हैं और तदनुसार हम पेज टेबल को अपडेट करते हैं लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर कोई फ्री फ्रेम उपलब्ध नहीं है तो अगर सभी फ्रेम व्यस्त है तो हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म का उपयोग करना होगा तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म के लिए इसमें फिर से दो भाग होते हैं एक विक्टिम फ्रेम का चयन करना है इसलिए अगर सभी फ्रेम व्यस्त है तो हमें एक फ्रेम का चयन करना होगा जो एक अच्छा विक्टिम हो सकता है ठीक है तो अब स्वाभाविक रूप से एक विक्टिम पेज के चयन के लिए मानदंड हो सकते हैं यह वह पेज है जो निकट भविष्य में रेफर होने की संभावना नहीं है इसलिए इस तरह से हम एक फ्रेम अथवा पेज का डिस्क के लिए मेमोरी से स्वैप आउट होने के लिए चयन करते हैं तो हम एक विक्टिम फ्रेम का चयन करते हैं और यदि डर्टी है तो विक्टिम फ्रेम को डिस्क पर राइट करते हैं इसलिए हम पेज के संबंधित संशोधित बिट को देखते हैं और यदि पेज को संशोधित किया गया है उस स्थिति में हमें पहले उस पेज को डिस्क पर लिखना होगा उस विशेष फ्रेम पर दावा करने से पहले और यह लिखे जाने के बाद अब यह नया पेज उस पर लोड किया जा सकता है तो नंबर 3 चरण संख्या 3 वांछित पेज को नए फ्री फ्रेम में लाने के लिए है और पेज टेबल और फ्रेम टेबल को अपडेट करने के लिए है इसलिए उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए और फिर प्रोसेस को जारी रखते हैं उस निर्देश को फिर से शुरू करके जो ट्रैप का कारण बना तो मूल रूप से प्रोसेस इस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाती है और फिर जब प्रोसेस शेड्यूल्ड हो जाती है और तब प्रोसेस इस ऑपरेशन को फिर से शुरू करेगी तो यह इस पेज रिप्लेसमेंट नीति का मूल दर्शन है इसलिए हम अपनी अगली कुछ स्लाइड्स में इस पेज रिप्लेसमेंट के लिए कई एल्गोरिदम देखेंगे तो यह जो कुछ भी हम बात कर रहे थे उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो यह पेज टेबल है जो फ्रेम नंबर देता है और वैध अथवा अवैध बिट देता है तो यह फ्रेम नंबर है तो और यह o अवैध है और यह फ्रेम नंबर f है एवं यह वैध है तो सबसे पहले पहला कदम विक्टिम फ्रेम को खोजने का है इसलिए उन सभी पेज का विश्लेषण करने के बाद जो मेमोरी में विभिन्न फ़्रेमों में हैं इसलिए मान लीजिए कि मेरा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म पेज नंबर f को विक्टिम पेज के रूप में चुनता है तो पहला कदम इस डिस्क पर इसे वापस राइट करना है क्योंकि यह फ्रेम नंबर f यह माना जाता है कि यह एक वैध पेज है और फिर यह भी माना जाता है कि संशोधित बिट 1 पर सेट किया गया है इसलिए इसे पहले स्वैप स्पेस पर पेज संख्या या संबंधित फ्रेम पर राइट किया जाता है और फिर हम इस बिट को अवैध बिट में बदल देते हैं तो यह f अवैध बिट बन जाता है अब यह पेज स्वैप्ड इन होगा तो यह पेज स्वैप इन होगा और फिर उसके बाद हमें नए पेज के लिए पेज टेबल को रीसेट करना होगा तो यह संबंधित पेज संख्या जो भी है इसलिए इस f को स्वैप आउट कर दिए जाने के बाद यह प्रविष्टि अवैध बताते हुए यह बता देगी कि यह अवैध है अब मान लीजिए कि यह पेज यहां लोड किया गया है अब इसलिए संबंधित प्रविष्टि को मान लीजिए कि यह वह पेज है जिसे अब लोड किया गया है और जिसे f के बराबर बनाया जाएगा और इस वैध बिट को v में बदल दिया जाना चाहिए और वह संशोधित डर्टी बिट इसलिए यह शून्य के बराबर बनाया जाना चाहिए कि यह बताए कि पेज अभी तक संशोधित नहीं हुआ है तो जैसे कि यह पेज रिप्लेसमेंट आगे बढ़ना चाहिए ठीक है इसलिए पेज रिप्लेसमेंट में पहला स्टेप विक्टिम पेज को निर्धारित करना है जिसे स्वैप आउट किया जा सकता है और उस पेज की विशेषता पर निर्भर करता है कि वह संशोधित है या नहीं या तो आपको राइट बैक करने की आवश्यकता है या हम उस नए पेज की कॉपी बना सकते हैं जिसकी आवश्यकता है इसलिए यह वह तरीका है जिस पर किसी भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को काम करना चाहिए तो पहली बात यह है कि यह पेज और फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमें इस फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में बात करनी चाहिए इसलिए फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक प्रोसेस को कितने फ्रेम देने हैं और किस फ्रेम को रिप्लेस करना है इसलिए एक प्रोसेस जब निष्पादित किया जा रहा है तो कितने फ्रेम प्रोसेस को आवंटित किए जाने चाहिए तो यह फ्रेम आवंटन है एक प्रोसेस में 100 लॉजिकल पेज हो सकते हैं ठीक है अब शुरुआत में कितने फिजिकल फ्रेम आवंटित किए जाएंगे तो आदर्श रूप से मैं यह ठीक ठीक नहीं कह सकता हूं कि 0 पेज या 1 पेज आवंटित किया गया है या शायद 5 पेज आवंटित किया गया है लेकिन ठीक संख्या क्या है इसलिए यह कुछ पॉलिसी के आधार पर निर्भर करता है हम देखेंगे कि हमारी कुछ फ्रेम आवंटन पॉलिसी हो सकती है जो हमें बताएगी कि न्यूनतम फ्रेम की संख्या क्या है जो किसी भी प्रक्रिया को आवंटित किया जाना चाहिए और वह एक चीज है और दूसरी बात यह है कि यदि आप एक पेज रिप्लेसमेंट या फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो कौन से पेज को बदलना है फिर यह पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म तो जैसा कि मैं बता रहा था हम फर्स्ट एक्सेस और री एक्सेस दोनों पर सबसे कम पेज फॉल्ट रेट चाहते हैं तो यह वह चीज है जो हम चाहते हैं कि पेज फॉल्ट की संख्या बहुत कम हो हम एल्गोरिदम का मूल्यांकन किसी विशेष मेमोरी रेफरेंस स्ट्रिंग पर चलाकर और उस स्ट्रिंग पर पेज फॉल्ट की संख्या की गणना करके करते हैं इसलिए हम जान सकते हैं कि हम बहुत जल्द ही देखेंगे ऐसे कई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हो सकते हैं लेकिन किसी भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म का परफारमेंस क्या है हम इसे कैसे आंकते हैं तो वे आम तौर पर कुछ का उपयोग करने के माध्यम से आंका जाता है कुछ मेमोरी रेफरेंस स्ट्रिंग के माध्यम से पेज के संदर्भ में इसलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पेज का आकार 100 बाइट्स है और मान लीजिए कि यह प्रोसेस जो मेमोरी लोकेशन 750 को एक्सेस करती है फिर 21 को फिर 35 को फिर 4 को फिर 420 को और फिर 5 9 0 को तो मान लीजिए कि ये एक प्रोसेस द्वारा जनित क्रमिक एड्रेस हैं एक प्रक्रिया द्वारा जनित क्रमिक लॉजिकल ऐड्रेस अब चूंकि यह 750 है इसलिए यह पेज 7 पर जाता है इसी तरह यह पेज 0 पर जाता है यह पेज 0 पर जाता है यह पेज 4 में इसलिए यह पेज 5 में इस तरह से तो यह विशेष स्ट्रिंग जो हमें मिल रही है वह 70045 है इसलिए यह जज करने के लिए कि यह पेज फॉल्ट है या नहीं जानने के लिए पर्याप्त है और यहां अगर पेज फॉल्ट हुआ है तो प्रोसेस के कुल जीवनकाल में कितने पेज फॉल्ट हुआ है तो इस तरह से इस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की चर्चा करने के लिए हम पेज नंबर के एक क्रम को परिभाषित करेंगे ना की फुल एड्रेस को इसलिए एक ही पेज को बार बार एक्सेस करने से पेज फॉल्ट उत्पन्न नहीं होता है उदाहरण के लिए हमें 0 का एक रिफरेंस प्राप्त होता है और उसके बाद या बाद वाला भी 0 ही है इसलिए यदि हम बार बार हम एक ही पेज को एक्सेस करते हैं हालांकि शायद अलग अलग पते पर लेकिन वे कोई नया पेज फॉल्ट उत्पन्न नहीं करते हैं ठीक है तो यह मानते हुए कि जब यह पेज एक्सेस किया गया था तो पेज 0 मेमोरी में मौजूद था तो फिर अगला 0 है इसलिए वे भी मेमोरी फ्रेम में मौजूद होने चाहिए और परिणाम उपलब्ध फ्रेम की संख्या पर भी निर्भर करता है जैसे यदि फ़्रेम की संख्या मेमोरी फ़्रेम की संख्या इस मामले में 10 है और यह किसी अन्य मामले में 20 है तो स्वाभाविक रूप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस इस पेज फॉल्ट की संख्या के मामले में अलग होगा तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है तो एक बात यह है कि हम जिस एल्गोरिथ्म के बारे में बात कर रहे हैं वह पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है और दूसरी बात फ्रेम की संख्या है तो तो ये दो वे इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को निर्धारित करने जा रहे हैं तो रेफरेंस स्ट्रिंग या रिफरड पेज पृष्ठ संख्या इसलिए हमारे सभी उदाहरण में हम पेज नंबर के इस क्रम का उपयोग एक प्रक्रिया द्वारा एक्सेस करने के लिए पेज नंबर पर ले जाएंगे ताकि हम बेंचमार्क के रूप में उपयोग करेंगे ओके इसलिए एड्रेस के आधार पर ऐसा किया जाता है आप बहुत आसानी से संबंधित पेज रेफरेंस स्ट्रिंग रख सकते हैं और हम इसे इस तरह से कर सकते हैं तो जैसा कि आप फ्रेम की संख्या बढ़ा रहे हैं इसलिए यदि फ़्रेम की संख्या बहुत कम हैतो यदि यह केवल 1 है तो आप देख सकते हैं कि पेज फॉल्ट की संख्या बहुत अधिक होगी क्योंकि जब भी वहाँ केवल एक पेज उपलब्ध है तो एक फ्रेम उपलब्ध है इसलिए पहले प्रोसेस का पहला पेज लोड किया जाएगा अब जब प्रोग्राम बहुत तेज़ी से निष्पादित होने लगता है तो यह किसी अन्य पेज को रेफर करेगा परिणामस्वरूप कुछ पेज फॉल्ट होगा और उस पेज में रहते हुए यह पेज नंबर 1 पर वापस जा सकता है इसलिए फिर से पेज फॉल्ट होगा जब मेमोरी फ्रेम की संख्या कम होती है तो पेज फॉल्ट की संख्या बहुत अधिक होगी और इस तरह से यदि आप फ्रेम की संख्या बढ़ा रहे हैं तो यह पेज फॉल्ट की संख्या कम होने लगेगी और कुछ समय बाद यह सैचुरेशन दिखाती है इसलिए भले ही आप कुछ मानों से परे मेमोरी फ्रेम की संख्या बढ़ाते हैं तो पेज फॉल्ट दर में और कमी नहीं होती है तो बात ऐसी है इसलिए पहली पॉलिसी जिस पर गौर किया जाएगा उसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो के रूप में जाना जाता है तो यह कहता है कि जब भी आपको एक विक्टिम पेज का चयन करना होता है तो आप उस पेज का चयन करते हैं जो जल्द से जल्द सिस्टम में आया था और इसके पीछे तर्क यह है कि चूंकि यह पेज काफी पहले सिस्टम में आ गया था तो और यह इतने समय तक सिस्टम में रहा फिर यह बहुत अधिक संभावना है कि यह पेज अन्य की तुलना में निकट भविष्य में रेफर नहीं किया जाएगा जैसे कि इस विशेष पेज 7 को कहें यह पेज 7 तो ऐसा तब है जब यह पेज 7 जब हम इस बिंदु पर कहते हैं तो आप इन पेजों के बीच 0 1 और 2 कर सकते हैं इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पेज 7 को 0 1 और 2 के रूप में अन्य पेज की तुलना में अपेक्षाकृत कम बार रेफर किया जाएगा इसलिए क्योंकि यह पेज 7 सिस्टम में वापस आया तो क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो यह निम्न होता है यदि ये प्रोग्राम स्टेटमेंट हैं तो यह इस बिंदु से शुरू होता है और इस दिशा में आगे बढ़ता है शायद इसलिए ये निर्देश पेज 1 में थे इसलिए उसी तरह से ये निर्देश पेज 2 में हैं इसलिए यह बहुत बड़ी संभावना है कि प्रोग्राम की शुरुआत में पेज 1 को रेफर किया गया था लेकिन जैसा कि हम बाद में प्रोग्राम में जाते हैं इसलिए पेज 1 को उतना नहीं रेफर किया जा रहा है इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर हमें एक विक्टिम का चयन करना है तो पेज 1 चयन के लिए एक अच्छा विक्टिम हो सकता है इसलिए जो भी पेज सिस्टम में जल्द से जल्द आया है ताकि एक अच्छा विक्टिम बन सके तो इस विशेष रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए जिसे हम देख रहे हैं मान लीजिए कि 3 फ्रेम हैं तो 3 पेज प्रति प्रोसेस एक समय में मेमोरी में हो सकते हैं तो यह 7 शुरू में अगर हम मानते हैं कि फ्रेम सभी खाली हैं तो 7 का पहला रेफरेंस होगा इसलिए यह 7 एक फ्रेम विशेष में लोड किया गया है तो यहाँ एक पेज फॉल्ट है क्योंकि पेज 7 वहां उपलब्ध नहीं था फिर मान लीजिए कि पेज 0 का एक रेफरेंस है और फिर से पेज 0 यहाँ नहीं है तो फिर से एक पेज फॉल्ट होगा और पेज 0 लोड हो जाएगा अब 2 फ्रेम पर कब्जा कर लिया गया है तो 1 पर यह भी एक पेज फॉल्ट है 1 फिर से मेमोरी में मौजूद नहीं है तो यह एक और पेज फॉल्ट है और 1 मेमोरी में लोड है अब हमारे पास पेज संख्या 2 का एक रेफरेंस है अब क्योंकि सभी 3 फ़्रेमों पर कब्जा कर लिया गया है और पृष्ठ संख्या 2 मेमोरी में नहीं है इसलिए इसे बदलने के लिए एक पेज का पता लगाना होगा और यह फीफो पॉलिसी पर आधारित है जो भी पेज सबसे पहले सिस्टम में आया है इसलिए उसे विक्टिम के रूप में चुना जाएगा तो इस 7 को विक्टिम के रूप में चुना गया है और इसे 2 से बदल दिया गया है ठीक है इसके बाद यह मेमोरी रेफरेंस 0 आता है और पेज 0 पहले से ही कुछ मेमोरी फ्रेम में है इसलिए यह पेज फॉल्ट नहीं है तो जब यह पेज 3 आता है तो अब पेज 0 सिस्टम में सबसे पुराना पेज है तो यह 0 सबसे पुराना पेज है इस प्रकार इसे 3 से बदल दिया जाता है अब फिर से पेज 0 का रेफरेंस आता है इसलिए आप देखें कि पेज 0 तुरंत अभी बदला गया है और उसके बाद फिर से पेज 0 का रेफरेंस है इसलिए फिर से सबसे पुराना पेज 1 है 1 इस फ्रेम से बाहर जाता है और इसी फ्रेम को फ्री किया जाता है और 0 को यहां रखा जाता है तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के पूरे अनुक्रम को देखें तो कुल मिलाकर 15 पेज फॉल्ट हैं जो इस स्ट्रिंग विशेष के लिए हुए हैं अब स्वाभाविक रूप से यह समझ या अपेक्षा के साथ एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है कि यदि कोई पेज दूसरों की तुलना में काफी पहले सिस्टम में आया इसलिए यह बहुत अधिक संभावना है कि पुराने पेज को निकट भविष्य में एक्सेस नहीं किया जाएगा पेज की उम्र कैसे ट्रैक करें इसलिए हम केवल फीफो क्यू का उपयोग कर सकते हैं और तब यदि हम पेज संख्याएँ वहाँ रखते हैं इसलिए इसके आधार पर हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस पेज को बदलना है तो हम एक फीफो क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके आधार पर हम यह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसके बाद अगर हम फ्रेम बनाम पेज फॉल्ट की संख्या देखने की कोशिश करते हैं इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि एक प्रोसेस को अधिक फ्रेम आवंटित किए जाएंगे पेज फॉल्ट की संख्या कम हो जाएगी इसलिए हमने पहले भी ग्राफ को देखा है हमने देखा है क्योंकि हम फ़्रेमों की संख्या बढ़ा रहे हैं पेज फॉल्ट की अपेक्षित संख्या में भी कमी आती है लेकिन क्या यह हमेशा ठीक है इसलिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं जहां हमें इस तरह का 1 2 3 4 1 2 5 1 जैसा एक रेफरेंस स्ट्रिंग मिला है और अगर हमारे पास एक मामला है तो हमें 3 मेमोरी फ्रेम मिल गए हैं एक अन्य मामले में हमें 4 मेमोरी फ्रेम मिले हैं और हम पेज फॉल्ट की संख्या पर प्रभाव को ठीक देखने की कोशिश करते हैं इसलिए हम इसे देखेंगे जैसे कि अगर आपको 3 मेमोरी फ्रेम मिल गए हैं तो शुरू में वे सभी तीनों फ्रेम खाली हैं ठीक है अब यह एक आता है जो कि पेज फॉल्ट हो फिर 3 के लिए मुझे 1 3 मिला है तो यह एक पेज फॉल्ट है माफ करना फिर 1212 आता है फिर 3 आता है तो यह फिर से एक पेज फॉल्ट है 1 2 3 जैसे कि फिर एक 4 है तो 4 तो 1 सबसे पुराना है तो 1 बाहर जाता है तो यह 423 हो जाता है और यह पेज फॉल्ट है फिर 1 आता है इसलिए यह 2 निकल जाता है तो यह 4 1 3 हो जाता है जो एक पेज फॉल्ट है फिर यह 2 आता है तो यह 2 फिर से है तो अगर यह 423 होगा तो यहां एक पेज फॉल्ट होगा 4 4 1 2 यहां पेज फॉल्ट होगा अब 5 आएगा और अब 4 बाहर जाएगा तो यह 5 1 2 हो जाएगा और एक पेज फॉल्ट है अब 1 आता है इसलिए पहले से ही मेमोरी में है 2 भी मेमोरी में है अब आता है 3 तो जब 3 आता है तो आप देखते हैं कि 1 सबसे पुराना है तो 5 3 2 तो वह चीज बाहर आती है अब वहाँ 4 है तो यह 2 बाहर चला जाता है तो यह 5 3 4 यह एक पेज फॉल्ट हो जाता है और फिर 5 जो पहले से है तो पेज फॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो पेज फॉल्टस की संख्या 9 के बराबर है अब हम उस मामले पर विचार करते हैं जहां हमें 4 मेमोरी फ्रेम मिले हैं तो शुरू में सभी 4 खाली हैं अब यह पृष्ठ संख्या 1 की बात कर रहा है तो वहां पेज फॉल्ट है तो पृष्ठ संख्या 2 जो कि पेज फॉल्ट है फिर 3 1 2 3 जो कि पेज फॉल्ट है तो 4 1 2 3 4 जो भी पेज फॉल्ट है अब 1 आता है यह एक 1 पहले से ही है 2 भी है अब आता है 5 तो जब 5 आता है तो यह 1 बाहर निकल जाएगा तो यह 5 2 3 4 हो जाएगा तो यह एक पेज फॉल्ट है फिर 1 आता है तो यह 2 निकल जाता है तो 5 1 3 4 फिर 2 आता है तो यह 3 तो निकल जाएगा इसलिए 5 1 2 4 पेज फॉल्ट है तो ये सभी पेज फॉल्ट हैं तो यह 2 आया है अब यह 3 आता है तो यह 4 बाहर निकल जाएगा और यह होगा 5 1 2 3 ठीक है फिर से यह 4 आता है तो यह 5 अब बाहर जाएगा तो यह 4 1 2 3 हो जाएगा और फिर 5 आता है तो यह 1 बाहर निकल जाएगा तो यह 4 5 2 3 हो जाएगा और यह भी पेज फॉल्ट है तो पेज फॉल्ट की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो क्या हुआ है हमने फ्रेम की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी है लेकिन इस विशेष रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए प्रभावी रूप से पेज फॉल्ट की संख्या 5 से बढ़कर 9 से 10 हो गई है तो यह एक बड़ी समस्या है तो मैं यह काउंटर पर आधारित है तो यह वास्तव में हो सकता है कि यह पहले आओ पहले पाओ की नीति पर आधारित हो भले ही आप मेमोरी फ्रेम की संख्या बढ़ा दें पेज फॉल्ट बढ़ सकती है इसलिए इस विशेष घटना को बेलेडीस अनामलीज़Belady's anomaly के रूप में जाना जाता है इसलिए यदि हम इस फीफो का उपयोग पेज फॉल्टके लिए करते हैं तो हम विसंगति अनामलीज़ का सामना कर सकते हैं कि अधिक फ्रेम अधिक पेज फॉल्ट पैदा कर सकते हैं तो यह वह चीज है जो अगर हम उस विशेष उदाहरण के लिए करते हैं तो अगर हम उस फ्रेम की बात करेंगे वह जो पिछले स्ट्रिंग में मिला है तो यह हमें बारह पेज फॉल्ट दे रहा था यदि आप 2 फ़्रेमों का उपयोग करते हैं तो यह भी 12 पर रहेगा इसलिए यदि आप 3 फ़्रेमों का उपयोग करते हैं तो पेज फॉल्ट की यह संख्या 9 हो जाती है जिसे हमने देखा है यदि आप 4 फ़्रेमों का उपयोग करते हैं तो फिर से पेज फॉल्ट की संख्या बढ़ जाता है और यह 10 हो जाता है लेकिन इसके बाद यह फिर से घट जाता है इसलिए यदि आप फ़्रेम की संख्या 5 तक बढ़ाते हैं तो पेज फॉल्ट दर गिर जाता है और फिर यह उसी तरह बना रहता है इसलिए यह विशेष स्थिति जब यह मेमोरी फ्रेम की संख्या में परिवर्तन के बाद पेज फॉल्ट दर बढ़ रही है तो इसे बेलेडीस अनामलीज़Belady's anomaly के रूप में जाना जाता है तो इस फीफो ऐल्गरिदम में यह बेलेडीस अनामलीज़Belady's anomaly को दिखाने की क्षमता है इसलिए हमें सावधान रहना होगा इसलिए हमें केवल यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मेरा पेज फॉल्ट दर बस गिर जाएगा क्योंकि मैंने मेमोरी फ्रेम की संख्या बढ़ा दी है आगे हम एक अन्य एल्गोरिदम की तलाश करेंगे जिसे ऑप्टिमल ऐल्गरिदम के रूप में जाना जाता है तो ऑप्टिमल ऐल्गरिदम यह सैद्धांतिक है जो यह कहता है कि मैं एक ऐसे पेज को बदलना चाहूंगा जिसे भविष्य के सबसे लंबे समय में रेफर नहीं किया जाएगा भविष्य में बहुत लंबी अवधि के लिए इसलिए यह ऑप्टिमल पॉलिसी है इसलिए उस पेज को रिप्लेस करें जिसका उपयोग सबसे लंबे समय तक नहीं किया जाएगा इसलिए 3 फ्रेम के साथ मान लीजिए कि मुझे यहाँ 3 फ्रेम मिले हैं यह 7 तो 7 0 1 तो पहले 3 मेमोरी रेफरेंस तो वे ठीक हैं 7 0 1 तो यह किया जाता है अब यह 2 आता है इन 2 के लिए मैं इस स्ट्रिंग में देखता हूं ठीक है इसलिए मुझे इस पक्ष को देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि इस 7 0 1 में से किस पेज को सबसे अधिक समय के लिए रेफर नहीं किया गया है और फिर हम पाते हैं कि यह पेज संख्या 7 लंबे समय के बाद रेफर होने वाला है तो यह पेज 7 को बदल दिया जाएगा और 2 यहां आएगा अब यह 0 पहले से ही है अब यह 3 आता है तो इस 2 0 और 1 के बीच आप देखते हैं कि 1 को सबसे लंबे समय के बाद रेफर किया जाता है तो 1 को इस 3 से बदल दिया जाएगा फिर से 0 आता है इसलिए 0 पहले से ही वहां मौजूद है अब 4 आता है और 4 के लिए पेज प्राप्त करने के लिए जिसे निकट भविष्य में रेफर नहीं किया जाता है तो आप देखते हैं कि पेज 2 और 3 इसलिए वे फिर से रेफर होने जा रहे हैं लेकिन 0 सबसे लंबे समय के लिए है तो 1 सबसे दूर तक के लिए है तो इस 0 को 4 से बदल दिया जाएगा इसलिए यह 2 4 3 हो जाता है अब 2 3 इसलिए वे ठीक हैं वे पहले से ही वहां हैं अब यह 0 आता है अब 0 फिर से यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि निकट भविष्य में 4 को रेफर नहीं किया गया है तो इस 4 को इस 0 से बदल दिया जाता है फिर इन 3 2 से तो वे पहले से ही वहां हैं अब यह 1 आता है और आप देखते हैं कि 2 और 0 तो उन्हें निकट भविष्य में रेफर किया जाता है तो इस 3 को 1 से बदल दिया जाएगा अब यह 2 0 1 है तो वे फिर से ठीक हो जाते हैं जब 7 निकट भविष्य में आते हैं और 1 को रेफर किया जा रहा है तो यह 2 इस 7 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा इसलिए यह पेज फॉल्ट की संख्या क्या है यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज फॉल्ट है इसलिए यह एक ऑप्टिमल पॉलिसी है क्योंकि हम इतिहास में आगे देख रहे हैं और फिर हम डिफरेंस स्ट्रिंग में आगे देख रहे हैं और फिर हम उस फ्रेम को बदल रहे हैं जो उस पेज की जगह ले रहा है जो निकट भविष्य में रेफर नहीं होने वाला है तो आप कैसे जानते हैं कि किस पेज का उपयोग एक लंबे समय तक नहीं किया जाएगा इसलिए यह बड़ा प्रश्न है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक प्रोसेस निष्पादित नहीं होती है तब तक हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह किस पेज को रेफर करने वाला है इसलिए हम भविष्य को नहीं पढ़ सकते हैं तो इस तरह यह केवल एक सैद्धांतिक ऐल्गरिदम होने जा रहा है और इसका उपयोग मुख्य रूप से मापने के लिए किया जाता है कि किसी दिए गए ऐल्गरिदम में कितना अच्छा प्रदर्शन होता है इसलिए यदि आप एक नई पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को प्रस्तावित कर रहे हैं तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप इस ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट के साथ तुलना कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आप ऑप्टिमल से कितनी दूर हैं तो यह मुख्य रूप से बेंचमार्किंगके उद्देश्य से है इसलिए हम अगली कक्षा में अन्य पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पर चर्चा जारी रखेंगे